कायरालेटी पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है तो इस ट्यूटोरियल में पहला प्रश्न वास्तव में R S E और Z तरह के नामकरण को विभिन्न यौगिकों पर नियुक्त करने के बारे में बात करता है सही तो यह वास्तव में पुस्तक से सीधा आगे है तो हम हैं हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम पहले कायरल केंद्र को प्राथमिकताएं देने जा रहे हैं फिर हम सबसे कम प्राथमिकता वाले समूह को हमसे दूर करने जा रहे हैं और फिर हम यह देखने जा रहे हैं कि अन्य तीन प्राथमिकताएं किस तरह घूम रही हैं चाहे वे दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूम रही हों या एंटी क्लॉकवाइज और फिर हम हैं हम R या S को नियुक्त करेंगे तो E और Z के लिए फिर से करना बहुत आसान है नियम अलग हैं लेकिन जब हम उन समस्याओं पर जाएंगे तो मैं नियमों के विवरण पर जाऊंगी तो चलो पहली समस्या के साथ शुरू करते हैं हमारे पास यहां क्या है पहले हमें इस योगिक के लिए प्राथमिकताएं नियुक्त करनी होगी और हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को उच्च प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि उसमें सबसे अधिक परमाणु संख्या है फिर नाइट्रोजन फिर कार्बन और हाइड्रोजन जो कि सबसे कम प्राथमिकता वाला समूह है जो पहले से ही हमसे दूर जा रहा है इसलिए हम सिर्फ इन तीन समूहों के घूमने के तरीके को देखते हैं तो यह R की तरह दिखता है क्योंकि यह जिस तरह से घूम रहा है और यह असल में R है चलो अगले पर चले अगले में हम क्या करने जा रहे हैं हम फिर से प्राथमिकताएं देने जा रहे हैं अब इस मामले में यह कार्बन है जो कायरल है और हम जानते हैं कि इसके 4 बंधन हैं हाइड्रोजन सबसे कम प्राथमिकता वाला है तो मैं इसे 4 नंबर देने वाली हूं अन्य तीन बंधन अब हमें जो करने की जरूरत है वह यह है कि हमें यह देखने की जरूरत है कि अन्य कार्बन किससे जुड़े हैं तो यह कार्बन यहां कार्बन से एक बंधन पीछे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो वह जुड़ाव है इस कार्बन के बारे में यहाँ क्या है यह कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह दोहरे बंधन से दोगुना जुड़ा हुआ है इसलिए मैं एक और कार्बन और एक हाइड्रोजन लेने जा रहा हूं जबकि यह कार्बन यहाँ कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है यदि आप इन अनुलग्नकों को करीब से देखते हैं तो आप इस कार्बन को पहली प्राथमिकता दे पाएंगे दूसरी प्राथमिकता इस कार्बन को और तीसरी प्राथमिकता इस कार्बन को इसलिए जब यह घूमता है तो यह S की तरह घूमता है और इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर S है चलो अगले पर चलते हैं अब इसमें फिर से प्राथमिकताएं देते हैं कार्बन सभी बंधन कार्बन की और हैं सिवाय एक के जो सीधे ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और उस ऑक्सीजन को पहली प्राथमिकता मिलेगी फिर नाइट्रोजन से जुड़ी इस तहरे बंधन कार्बन को दूसरी प्राथमिकता मिलेगी और यहां इसे तीसरी प्राथमिकता मिलेगी चौथा समूह जो मिथाइल समूह है वह पहले से ही आपसे दूर जा रहा है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो यह S की तरह बढ़ रहा है और यह वास्तव में S है एक चीज जो मैं यहां इंगित करना चाहती हूं वह यह है कि आमतौर पर हम देखते हैं सबसे कम प्राथमिकता वाला समूह हाइड्रोजन है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है इसलिए उदाहरण के लिए इस मामले में मिथाइल सबसे कम प्राथमिकता वाला समूह था इसलिए जब आप समस्याओं को हल कर रहे हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमेशा सबसे कम प्राथमिकता वाला समूह हाइड्रोजन नहीं होगा दूसरी बात यह है कि अगर हम कभी प्राथमिकता देने के बारे में भ्रमित होते हैं तो आगे बढ़े और उस विशेष तत्व के सभी अनुलग्नकों को देखें तो उदाहरण के लिए साइनओ समूह के लिए यहां यह कार्बन 3 बार नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक बार कार्बन से जुड़ा हुआ है जबकि यहां यह अन्य कार्बन कार्बन से 2 बार और हाइड्रोजन से 2 बार जुड़ा हुआ है इसलिए साइनओ समूह अन्य CH2 समूह पर जीतता है यही कारण है कि जब आप इन समस्याओं को हल कर रहे हैं तो चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करें यह वास्तव में इसे ठीक करने में मदद करता है आइए अगले पर चलते हैं अब इस मामले में ब्रोमीन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी फिर क्लोरीन को फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन को अब याद रखें कि हमें समूहों को नियुक्त करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सबसे कम प्राथमिकता वाला समूह हमसे दूर है अभी यह आपकी ओर है तो आप क्या करते हैं आप विन्यास कॉन्फ़िगरेशन का पता लगाते हैं और फिर आप कहते हैं कि यह ऐसा दिखता है R या S लेकिन सबसे कम प्राथमिकता वाला समूह मेरी तरफ आ रहा है तो इसके विपरीत होना चाहिए तो इस मामले में यह S जैसा दिखता है लेकिन यह R है अच्छा जब हम अगले पर जाएंगे क्लोरीन को पहली प्राथमिकता मिलेगी इस कार्बन को दूसरी तीसरी मिथाइल समूह को और हाइड्रोजन जो सबसे कम प्राथमिकता वाला समूह है आपकी ओर आ रहा है इस मामले में फिर से यह R जैसा दिखता है लेकिन सबसे कम प्राथमिकता वाला समूह आपकी ओर आ रहा है इसलिए यह S है ठीक है चलिए अगली समस्या पर आते हैं अब इस समस्या में हमारे पास क्या है हम क्या देखने जा रहे हैं जब कागज के तल में सबसे कम प्राथमिकता वाला समूह है अब ये प्रश्न हल करने के लिए थोड़ा मुश्किल है और जैसा कि हमने व्याख्यान में देखा कि हमें क्या करना है हमें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए किसी भी दो समूहों को दो बार स्वैप अदला बदली करना होगा इसलिए अब हम जो करने जा रहे हैं वह पहले प्राथमिकताएं निर्धारित करेगा इसलिए अगर मैं प्राथमिकताओं को देखते हूं तो क्लोरीन को पहली प्राथमिकता मिलेगी नाइट्रोजन को दूसरी प्राथमिकता मिलेगी यहां मिथाइल को तीसरी प्राथमिकता मिलेगी और चौथी प्राथमिकता हाइड्रोजन को दी जाएगी लेकिन हाइड्रोजन कागज के तल में है और कुछ लोगों के लिए इस दिशा में देखना आसान हो सकता है जैसे कि हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहा है यदि आप ऐसा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आप ऐसा करें और विन्यास कॉन्फ़िगरेशन नियुक्त करें लेकिन हमेशा नहीं आपको जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा क्योंकि कभी कभी 3D में एक अणु की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है तो ऐसे मामलों में आप क्या करना चाहते हैं आप किसी भी दो समूहों को दो बार अदला बदली स्वैप करना चाहते हैं इसलिए अपनी पहली स्वैप में मैं क्लोरीन और नाइट्रोजन स्वैप करने जा रही हूं इसलिए यह मेरी पहली अदला बदली है तो मेरे पास क्या बना मैंने यहाँ नाइट्रोजन बनाया क्लोरीन वापस जा रहा है यहाँ मिथाइल और यहाँ हाइड्रोजन है दूसरी स्वैप में हम क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ स्वैप करेंगे और यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस समूह को स्वैप करते हैं यह आपको बस इतना करना है कि आपको किसी भी दो समूहों को दो बार स्वैप करना होगा इसलिए मैं यहाँ क्लोरीन को लाने जा रही हूँ यहाँ हाइड्रोजन मिथाइल और NH2 अब अगर मैं 1 2 3 नियुक्त करती हूं तो यह R जैसा दिखता है और वास्तव में शुरुआती अणु R ही होगा चलो अगले पर चलते हैं अब अगले में मैं यह पता लगाना चाहती हूं कि यहां इस विशेष केंद्र की क्या समानता है याद रखें यह दूसरा केंद्र भी कायरल है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि मिथाइल आपकी ओर आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है तो इस स्थिति में हम वास्तव में उस विशेष कार्बन के लिए एक त्रिविम केंद्र नियुक्त नहीं कर सकते हैं तो जो हमें दिया जाता है वह यही है अब आपके पास एक क्लोरीन से जुड़ी कार्बन है यह शीर्ष कार्बन एक क्लोरीन से जुड़ी है और यह निचला कार्बन एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो शीर्ष कार्बन को प्राथमिकता मिलती है फिर यह दूसरी होगी फिर मिथाइल समूह तीसरे और फिर हाइड्रोजन चौथी प्राथमिकता है चौथे प्राथमिकता समूह के तहत सबसे कम प्राथमिकता वाला समूह कागज के तल में है तो हम जो करेंगे वह दो समूहों को दो बार स्वैप करेंगे इसलिए पहली स्वैप में मैं इस तरह से स्वैप करने जा रहा हूं कि हाइड्रोजन मुझसे दूर हो जाए और मिथाइल मेरी तरफ आ जाए तो पहले स्वैप में यह मिथाइल हाइड्रोजन जैसा दिखने वाला है दूसरी स्वैप में मैं CH2Cl के साथ मिथाइल स्वैप करने जा रही हूं तो मैंने क्या बनाया दूसरे स्वैप में इस तरफ CH2Cl है और फिर मिथाइल यहां और फिर हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन आएगा है ना अगर मैं इसे देखती हूं तो हम प्राथमिकताओं को फिर से असाइन करते हैं 1 2 3 यह S जैसा दिखता है और वास्तव में यह S के साथ शुरू होगा ठीक है अगला सवाल फिशर प्रक्षेपण के बारे में बात करता है और फिशर प्रक्षेपण के बारे में नियम याद रखता है विशिष्ट नियम ऐसा है कि क्षैतिज समूह आपकी ओर आ रहे हैं और ऊर्ध्वाधर समूह आपसे दूर हैं इस प्रकार फिशर प्रक्षेपण दिखता है इसलिए जब हम प्राथमिकताएं बता रहे हैं तो नियम समान हैं लेकिन जब हम रोटेशन को देख रहे हैं कृपया इस तथ्य पर ध्यान दें कि क्षैतिज समूह आपकी ओर आ रहे हैं अब अगले में हमारे पास इस विशेष फिशर प्रक्षेपण के लिए दो त्रिविम केंद्र हैं हम जो करेंगे वह यह है कि हम पहले केंद्र के लिए फिर से प्राथमिकताएं नियुक्त करेंगे अब मिथाइल समूह बनाम इस पूरे भारी समूह के कार्बन के बीच यह दूसरी प्राथमिकता होने जा रही है यह तीसरी प्राथमिकता होगी फिर से यह S जैसा दिखता है लेकिन सबसे कम प्राथमिकता वाला समूह हाइड्रोजन मेरी ओर आ रहा है इसलिए यह R है ठीक है जब मुझे नीचे के त्रिविम केंद्र को नियुक्त करना होगा तो ब्रोमीन को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी उसके बाद ऑक्सीजन होगा और इस समूह ऊपर वाले पूरे समूह को तीसरी प्राथमिकता मिलेगी और मिथाइल को चौथी प्राथमिकता मिलेगी फिर से यह R जैसा दिखता है लेकिन सबसे कम प्राथमिकता वाला समूह आपकी ओर आ रहा है इसलिए यह S है और यहां नीचे त्रिविम केंद्र S विन्यास कॉन्फ़िगरेशन होगा अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं यहाँ दूसरा प्रश्न इस बारे में बात करता है कि क्या यौगिक मध्य मेसो है या नहीं अब यदि हम अपने अध्याय में वापस जाते हैं तो हमने मेसो यौगिकों को देखा और मेसो यौगिक वे थे जिनमें उन में कायरल केंद्र हैं लेकिन वे तल के ध्रुवीकृत प्रकाश को घुमाते नहीं हैं क्योंकि उनके पास समरूपता का एक तल भी है यदि आपके पास सममिति का एक तल है तो क्या होता है कि अणु का एक हिस्सा इसे एक तरफ घुमाता है दूसरा भाग इसे दूसरी तरफ घुमाएगा और कुल मिलाकर आपको कोई भी घुमाव दिखाई नहीं देगा यह जानने के लिए कि क्या सममिति का तल है या नहीं आप इस तरह की कल्पना करते हैं कि यदि आप अणु को उसके ऊपर मोड़ सकते हैं क्योंकि यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बीच में सममिति का तल मौजूद है यदि आप उदाहरण के लिए इस अणु को देखते हैं तो मेरे पास सममिति का तल है जो उस OH और हाइड्रोजन से गुजर रहा है जबकि शीर्ष आधा और निचला आधा इसलिए उदाहरण के लिए यह आधा यहाँ और यह आधा यहाँ वास्तव में एक दूसरे के लिए उलट फ्लिप कर सकते हैं और वास्तव में मुड़ जाता है ठीक है तो यह एक मेसो यौगिक होगा ठीक है यदि मैं इसे एक पोलारिमीटर में डालती हूं और ध्रुवित प्रकाश तल के घूर्णन रोटेशन को मापने की कोशिश करती हूं तो ध्रुवित प्रकाश का उत्तर 0 होगा मुझे इस अणु के लिए कोई घूर्णन रोटेशन नहीं दिखता है ठीक है अब अगले प्रश्न पर चलते हैं अब यह प्रश्न वास्तव में आपके ज्ञान को कायरालेटी अध्याय और आपके न्यूमैन के प्रक्षेपण को दूसरे अध्याय से जोड़ता है इसलिए उन्होंने जो किया है वह एक अणु न्यूमैन प्रक्षेपण के रूप में दिया है हम जानते हैं कि जिस तरह से हम न्यूमैन प्रक्षेपण प्रोजेक्शन को देखते हैं वह यह है कि हम इसे इस तरफ से देख रहे हैं और पहला कार्बन शीर्ष पर एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है एक मिथाइल इस तरफ और एक ब्रोमीन इस तरफ ठीक है और पीछे कार्बन है आप वास्तव में कार्बन नहीं देख सकते हैं लेकिन पीछे कार्बन में निम्नलिखित जुड़ाव भी हैं अब सममिति का तल होने के लिए जो हमें करने की आवश्यकता है हमें दो समूहों का मेल करने की आवश्यकता है ताकि वे ओवरलैप करें तो मैं जो करने जा रही हूं मैं इस अणु को फिर से बनाने जा रही हूं ताकि सामने वाला कार्बन इस तरह दिखे पीछे कार्बन अगर मुझे यह ब्रोमीन यहाँ मिल जाता है तो NH2 यहाँ चलेगा और मिथाइल यहाँ बढ़ेगा अब जैसा कि आप देखते हैं कि अगर मैं दो ब्रोमीन का मेल करने की कोशिश करती हूं जैसे कि वे अतिव्यापित्त ओवरलैप करते हैं तो NH2 और मिथाइल एक दूसरे के साथ अतिव्यापित्त ओवरलैप नहीं करते हैं क्योंकि मेरे पास कभी भी उचित अतिव्यापित्त ओवरलैप नहीं होगा इन दो समूहों का जिसके परिणामस्वरूप आप देख सकते हैं कि कोई सममिति का तल नहीं है अणु में ठीक तो सममिति का तल नहीं है तो यह हमें बताता है कि अणु मध्य मेसो नहीं है ठीक है कोई सममिति का तल नहीं है यह मध्य मेसो नहीं है और वास्तव में अगर मैं इसे पोलारिमीटर में डालती हूं तो मुझे तल के ध्रुवीकृत प्रकाश का एक घूर्णन रोटेशन दिखाई देगा अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर बात करता है कि यदि संबंधित अणु यहाँ है तो दो अणुओं के बीच क्या संबंध है जो आपको दिया गया है सही तो यह हमारी तीसरी समस्या है अब दो अणुओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक अच्छी बात यह है कि केवल त्रिविम केंद्रों को नियुक्त करना है यह हमें कुछ सुराग देता है कि दोनों के बीच संबंध क्या है तो चलो एक को देखें बाएं हाथ की तरफ वाला ब्रोमीन को उच्च प्राथमिकता मिलेगी फिर यह कार्बन होगा फिर यह कार्बन होगा और हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहा है तो वास्तव में यह S की तरह बढ़ रहा है और यह S है आइए हम ब्रोमीन को दूसरे कार्बन पर देखें दूसरे यौगिक पर हाइड्रोजन आपकी ओर आ रहा है तो जो आपके पास है 1 2 3 तो यह S जैसा दिखता है लेकिन हाइड्रोजन आपकी ओर आ रहा है यह R है ठीक है तो हमने स्थापित किया है कि पहले अणु में ब्रोमीन से जुड़ा कार्बन S है और दूसरे अणु में ब्रोमीन से जुड़ा कार्बन R अब आइए हम अन्य अनुलग्नकों या अन्य कार्बन पर क्लोरीन देखें तो यह 1 2 3 होगा और यह R की तरह चलता है लेकिन हाइड्रोजन मेरी तरफ आ रहा है इसलिए यह S है जबकि अगर मैं इसे यहां देखूं तो 1 2 3 यह R की तरह चलता है और हाइड्रोजन मुझसे दूर जा रहा है तो यह वास्तव में R है अगर मैं अब दो यौगिकों को देखती हूं तो पहले एक का विन्यास SS है दूसरे का विन्यास RR है तो SS और RR का अर्थ है कि वे एक दूसरे की दर्पण छवियां हैं वे गैर अध्यारोपित दर्पण छवियां हैं तो वे वास्तव में एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप एनेंटिओमर हैं ठीक है अगली समस्या पर चलते हैं अब यहाँ अगली समस्या आपसे पूछ रही है कि दोनों अणुओं के बीच क्या संबंध है लेकिन यदि आप वास्तव में प्रत्येक मामले में कार्बन की संख्या की गणना करते हैं तो मेरे पास पहले अणु में दूसरे की तुलना में बहुत अधिक कार्बन हैं इसका मतलब है कि आणविक सूत्र समान नहीं है इसलिए वे एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं वे एक दूसरे के समावयव नहीं हैं एक स्पष्ट अलग आणविक सूत्र है दूसरे यौगिक की तुलना में पहले यौगिक में दो अतिरिक्त कार्बोन हैं तो आणविक सूत्र समान नहीं है यह पूरी तरह से अलग अलग अणु हैं अब हम तीसरे पर जाते हैं इस मामले में हमारे पास क्या है हमारे पास ओके अगर आप में से कुछ इस बात को लेकर उलझन में हैं कि D क्या है D ड्यूटेरियम के लिए है ड्यूटेरियम एक समस्थानिक है हाइड्रोजन का और ड्यूटेरियम का द्रव्यमान अधिक होता है तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के बीच ड्यूटेरियम को उच्च प्राथमिकता मिलेगी ठीक है तो अब चलो पहले अणु 1 2 3 के लिए त्रिविम केंद्र नियुक्त करें और यह S जैसा दिखता है लेकिन हाइड्रोजन आपकी ओर आ रहा है तो यह एक R होगा ठीक है दूसरे के बारे में क्या अब दूसरे के लिए किसी भी दो समूहों को दो बार अदला बदली स्वैप करें इसलिए मैं पहले हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की अदला बदली करने जा रही हूं यह मेरी पहली अदला बदली है तो मैं CH3 और Cl स्वैप करने जा रही हूं तो यह एक 1 2 3 जैसा दिखता है यह R जैसा दिखता है और यह वास्तव में R है यदि आप वास्तव में इन दोनों अणुओं को देखते हैं भले ही वे पहली बार में अलग दिखते हैं तो दोनों का समान त्रिविम विन्यास कॉन्फ़िगरेशन है तो वे दोनों R अणु हैं और जिसके परिणामस्वरूप दोनों वास्तव में समान अणु हैं क्योंकि सही क्योंकि मैं वास्तव में कार्बन कार्बन बंधन के साथ एकल बंधन के साथ घूर्णन रोटेशन द्वारा उन्हें परस्पर परिवर्तित नहीं कर सकती मुझे यह भी पता है कि त्रिविम विन्यास कॉन्फ़िगरेशन समान है इसलिए यह समान अणु होने जा रहा है ठीक है तो चलो यहाँ अगले प्रश्न पर जाते हैं अब इस विशेष प्रश्न में आपके पास एक कार्बन मिथाइल समूह आ रहा है और पहले यौगिक में एक कार्बन क्लोरीन बंधन है जो आपसे दूर जा रहा है जबकि दूसरे यौगिक में एक ही बंधन है जो आपकी ओर आ रहा है तो वास्तव में इसका मतलब यह है कि त्रिविम केंद्र में से एक वही रहेगा तो यह वही होगा लेकिन यह अन्य जो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है वह अलग होगा इसलिए हमारे यहां जो कुछ भी है वह अप्रतिबिंब त्रिविम समावयव डायस्टेरोमर्स की एक जोड़ी है ठीक है क्योंकि त्रिविम केंद्रों में से एक समान है अन्य समान नहीं है और आपके पास दो यौगिकों की गैर अध्यारोपित गैर दर्पण छवियों की एक जोड़ी है तो वे गैर दर्पण छवियां हैं आप उन्हें एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते हैं यह अप्रतिबिंब त्रिविम समावयव डायस्टेरोमर्स की एक जोड़ी बन जाती है अब अगला यदि आप वास्तव में साइक्लोहेक्सेन अणुओं के बंधन देखते हैं तो यह 1 2 3 है इसलिए यह 13 डायमेथाइलसाइक्लोक्सेन 13 Dimethylcyclohexane है जबकि यह 1 2 3 4 होगा और यह होगा 14 डायमेथाइलसाइक्लोक्सेन 14 Dimethylcyclohexane तो आणविक सूत्र समान है लेकिन संयोजन 13 बनाम 14 परमाणुओं की संयोजकता पूरी तरह से अलग होती है तो ये दोनों वास्तव में संघटनात्मक समावयवी बन जाते हैं ठीक है इसलिए जब भी आपको दो अणुओं के बीच संबंध बनाने के लिए कहा जाता है तो हमेशा सुनिश्चित करें कि आप पहली बार R या S नियुक्त कर रहे हैं क्योंकि यह वास्तव में प्रश्न को और अधिक आसान बनाता है आप देख सकते हैं कि किस तरह का संबंध है सुनिश्चित करें कि आणविक सूत्र समान है यह सुनिश्चित करें कि परमाणु संयोजन चाहे वह समान हो या अलग और आप सही उत्तर पर पहुंचेंगे अब हम अगली समस्या को देखते हैं अगली समस्या है जब 2 बुटानोल के प्रतिबिंब रूपों एनेंटिओमर में से एक पोलारिमीटर में रखा गया है देखे गए घूर्णन रोटेशन 405 काउंटर क्लॉकवाइज डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज है कुल 40 मिलीलीटर में 6 ग्राम 2 बुटानॉल को पतला करके घोल बनाया गया था और घोल को माप के लिए 200 मिमी पोलारिमीटर ट्यूब में रखा गया था और विशिष्ट घूर्णन रोटेशन का निर्धारण किया गया था तो यह सवाल वास्तव में क्या कर रहा है कि यह आपको विशिष्ट घूर्णन रोटेशन की परिकलन करने के लिए कह रहा है अब हम जानते हैं विशिष्ट घूर्णन रोटेशन का सूत्र सही है विशिष्ट घूर्णन αT α conc X path length तो हमें क्या करना है कि हमें 2 बुटानॉल की सांद्रता का पता लगाने की आवश्यकता है है ना तो सांद्रता ग्राम प्रति मिलीलीटर ह तो उन्होंने हमें जो बताया है वह है कि उन्होंने 6 ग्राम ब्यूटानॉल को 40 मिलीलीटर में पतला किया है सही तो यह 6 ग्राम प्रति 40 मिलीलीटर है जो 015 ग्राम प्रति मिलीलीटर के करीब आ रहा है ठीक है तो यह ब्यूटानॉल की सांद्रता है हम जानते हैं कि पाथ की लंबाई हमें दी गई है यह हमें 200 मिलीमीटर के रूप में दी गई है लेकिन हमें पाथ की लंबाई को डेसीमीटर में लेना होगा ठीक है तो यह 2 डेसीमीटर होगा सही ठीक है तो अब हमारे पास सांद्रता है हमारे पास पाथ की लंबाई है तो अल्फा D है αD 405 015 gml X 2 dm तो उत्तर आता है αD 135 as my specific rotation okay मेरी विशिष्ट घूर्णन के रूप में ठीक है अब हम आखिरी समस्या पाँचवीं समस्या पर जाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं 20 डिग्री तापमान पर 05245 ग्राम अमीनो 1 फिनाइलएथेन amino 1 phenylethane के घोल को 10ml मेथनॉल के साथ पतला कर उसकी प्रेक्षित घूर्णन का परिकलन करते हैं सोडियम लैंप और 1 डेसीमीटर ट्यूब की D लाइन का उपयोग करके सामग्री के विशिष्ट रोटेशन को माइनस 30 के रूप में दिया जाता है इसलिए अब हमें उसी समीकरण का उपयोग करना होगा लेकिन अब हमें विशिष्ट रोटेशन दिया गया है और हम चाहते हैं प्रेक्षित घूर्णन की परिकलन करना तो इस मामले में विशिष्ट रोटेशन अल्फा D αD बराबर है अल्फा ओवर c l सही तो इस मामले में अल्फा D को माइनस 30 के रूप में दिया जाता है ठीक है c जो कि सांद्रता 05245 ग्राम प्रति मिली ग्राम प्रति 10 मिलीलीटर है इसलिए जब हमें इसे ग्राम प्रति मिली में बदलना है तो यह 005245 ग्राम प्रति मिलीलीटर होगा ठीक है यही मेरी सांद्रता है पाथ की लंबाई l को 1 डेसीमीटर के रूप में दिया गया है जो कि सही मूल्यवर्ग में है तो विशिष्ट रोटेशन αT α conc X path length 30 α 005245gml X 1 dm α 15735 तो यह सही जवाब है अब अंतिम प्रश्न समस्या संख्या 6 के बारे में बात करता है एक मिश्रण 6 ग्राम 2 बुटानोल 2 Butanol और 4 ग्राम 2 बुटानोल 2 Butanol से बना है ठीक है ईई क्या है यह मिश्रण के प्रतिबिंब रूपी अतिरिक्त है ठीक है तो मेरे पास 6 ग्राम 2 बुटानोल 2 Butanol है और मेरे पास 4 ग्राम 2 बुटानोल 2 Butanol है उन्होंने प्रतिबिंब रूपी अतिरिक्त के बारे में पूछा है ठीक है तो यह सरल गणित है प्रमुख प्रतिबिंब रूप का प्रतिशत होगा major enantiomer 6 X 100 60 6 4 जहां 6 4 कुल मिश्रण है इसलिए यह बहुत सामान्य गणित है क्योंकि अगर मेरे पास 10 ग्राम के कुल मिश्रण में 6 ग्राम कुछ है तो मेरे पास उस मिश्रण का 60 प्रतिशत कुल मिश्रण में है उसी तरह मामूली घटक के लिए प्रतिशत जो है minor enantiomer 4 X 100 40 6 4 ठीक है तो प्रतिशत ईई या एनान्टोमेरिक एक्सेस है ee major component minor component ee प्रमुख घटक मामूली घटक ee 20 ठीक है तो प्रतिशत ee उस तरह दिया जाता है ठीक है इसलिए अगला प्रश्न है कि 1 या 2 के बीच कौन से अणु वास्तव में कायरल हैं इसलिए यदि आप यहां अटैचमेंट्स को देखते हैं तो पहला ऐसा दिखता है ठीक है तो यदि आप वास्तव में इस पहले अणु का निरीक्षण करते हैं तो सममिति का तल है ठीक है क्योंकि बाईफिनाइल पर समान समूह हैं अगर मैं इसे देखती हूं तो यहां सममिति का तल है और वास्तव में यह अणु है अकायरल है हालांकि मुझे नहीं पता है कि घूर्णन की बाधा क्या है और अणु घूमने में सक्षम होगा या नहीं लेकिन एक चीज है क्योंकि समूह समान हैं और मेरे पास सममिति का तल है जो कि बाइफेनिल रिंग के माध्यम से जाता है मैं इसे अकायरल कह सकती हूं क्योंकि अगर मैं वास्तव में इस अणु को गर्म करती हूं तो रोटेशन की बाधा कम हो जाती है और फिर उस समय यह अकायरल बन जाता है ठीक है अब हम यहां अगले अणु को देखें अगले अणु में समिति का तल नहीं है और वास्तव में यही कारण है कि यह कायरल है अब फिर से हम रोटेशन की बाधा वास्तव में रोटेशन का अवरोध क्या है इसके बारे में कोई भी पता नहीं है लेकिन चीजों में से एक यह है कि ऐसे अणुओं में रोटेशन की काफी अच्छी बाधा है और ये वास्तव में एट्रोपिसॉमर्स के रूप में कहा जाता है जैसा कि हमने कक्षा में और कमरे के तापमान पर देखा है परिवेश के तापमान पर अणु वास्तव में कायरल अणु के रूप में कार्य करने वाला है और चूंकि समिति का तल नहीं है और कोई मुक्त घुमाव भी नहीं है अणु एक स्थान पर बंद है तो आखिरी सवाल वास्तव में बात करता है 23 पेन्टैडाईन 23 pentadiene की कायरलेटी पर टिप्पणी करता है यह एक कायरल अणु है या नहीं इसलिए जब हमारे पास 23 पेन्टैडाईन 23 pentadiene अणु है तो इसके बारे में सोचें कि आपके पास एक डबल बॉन्ड दोहरा बंधन है ठीक डबल बॉन्ड के ठीक बगल में इसलिए जब आपके पास इस तरह का अटैचमेंट जुड़ाव होता है तो यह वास्तव में मैं अणु 23 पेन्टैडाईन 23 pentadiene को खींच रहे हूं यदि आप इस मध्य कार्बन के बारे में सोचते हैं तो इसे दो डबल बॉन्ड बनाने पड़ते हैं इस तरफ एक डबल बॉन्ड होता है और एक कार्बन के साथ दूसरा डबल बॉन्ड होता है और यह वास्तव में एक ही तल में दोनों डबल बांड को नहीं बना सकता है सही क्योंकि इसे इस तरह से बनाना है कि इनमें से एक पी ऑर्बिटल सही तो मध्य कार्बन वास्तव में sp हाइब्रिडआईज और p p ओवरलैप एक तल में होता है और दूसरे p p ओवरलैप दूसरे pi बॉन्ड को बनाने के लिए दूसरे तल में होता है तो यदि आप वास्तव में इन दो दोहरे बांधों के दो तलो को देखते हैं तो उन्हें इस तरह रहना होगा जब आपके पास इस तरह की एक ज्यामिति होती है तो वास्तव में आपके पास कायरल अणु हो सकते हैं इसलिए मैं इसका प्रतिबिंब रूप एनेंटिओमर बनाने जा रही हूं और आप कह सकते हैं कि दो अणु प्रकृति में कायरल हैं जिस तरह से मैं इसे कर्षित कर सकती हूं वह यह है कि मैं इस तरफ अटैचमेंट समान रखती हूं लेकिन मैं दूसरी तरफ अटैचमेंट को बदल देती हूं तो यही एक कारण है कि आपके पास ये अणु हो सकते हैं जो वास्तव में कायरल होने के लिए 23 पेंटाडाईइन 23 pentadiene की तरह हैं और अणु में वास्तव में कोई भी कायरल केंद्र नहीं है लेकिन फिर भी अणु कुल मिलाकर कायरल बन जाता है क्योंकि सममिति का कोई तल नहीं है ठीक है इसलिए हमने कायरलिटी से संबंधित विभिन्न समस्याओं को देखा है हमने देखा है कि R और S को कैसे नियुक्त किया जाए हमने देखा है कि E और Z को कैसे नियुक्त किया है हमने देखा है कि मेसो कंपाउंड क्या हैं और हमने यह भी देखा है कि इनमें क्या रिश्ता है अणुओं के बीच स्टीरियो आइसोमेरिक संबंध तो यह बहुत विभिन्न प्रकार की समस्याओं को कवर करता है जो कि कायरलिटी अध्याय से आ सकती हैं लेकिन निश्चित रूप से याद रखें कि इन नींव अध्यायों में से प्रत्येक भविष्य के प्रतिक्रियाओं के अध्याय से जुड़ा हुआ है इसलिए जब हम वास्तव में एक विशेष प्रकार्यात्मक समूह की प्रतिक्रियाओं पर जा रहे हैं तो याद रखें कि हम कायरल यौगिकों को जन्म दे सकते हैं या हम अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए कायरल सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं तो जिस स्थिति में सही उत्तर पाने के लिए कायरलिटी के इन सिद्धांतों का उपयोग महत्वपूर्ण है इसलिए इस पाठ्यक्रम में सब कुछ एक प्रकार से जुड़ा हुआ है इसलिए कृपया ध्यान दें क्योंकि हम इन आने वाले अध्यायों से गुजरेंगे